अब जब हमने मेश विश्लेषण और नोडल विश्लेषण दोनों का अध्ययन कर लिया है हम संक्षेप में दोनों की तुलना करेंगे तो एक बनाम दूसरे का उपयोग कब करना है यह मुख्य प्रश्न है और मैंने सामान्य लूप विश्लेषण पर विचार नहीं किया मैंने केवल जाल विश्लेषण लिया जो कि प्लानर्स सर्किट के विशेष मामले के लिए लूप विश्लेषण है लेकिन ये टिप्पणियां लूप विश्लेषण पर भी लागू होती हैं सामान्य तौर पर मेरी व्यक्तिगत प्राथमिकता नोडल विश्लेषण के लिए हैऐसा इसलिए है क्योंकि आम तौर पर सबसे पहले नोड्स की पहचान करना बहुत आसान होता है तो आप जानते हैं कि आपके पास n नोड्स वाला एक सर्किट है और वे सभी आपको देखने के लिए वहां लिखते हैं जबकि लूपों की पहचान करना थोड़ा अधिक जटिल है जो स्वतंत्र हैं अब एक और बात पर विचार करना है कि कौन सा मामला आपको शुद्ध समीकरण देता है और निश्चित रूप से आप इस बारे में एक सामान्य बयान नहीं दे सकते आपके पास नोड्स का एक गुच्छा हो सकता है और आपके पास हर नोड और हर दूसरे नोड के बीच जुड़ने वाले घटक हैं तो जाहिर है कि बहुत कम नोडल समीकरण हैं तो लूप समीकरण हैं लेकिन निश्चित रूप से आपके पास ऐसा चरम मामला भी नहीं है अब अन्य चरम मामलों में आपके पास इन दो जोड़े नोड्स के बीच एक घटक है दूसरा घटक और इसी तरह तो आपके n नोड सर्किट में केवल n घटक होते हैं यानी एक ही लूप होता है जाहिर है उस स्थिति में लूप विश्लेषण से पता चलता है कि आपके पास एक लूप है और लूप में प्रत्येक घटक के माध्यम से एक ही प्रवाह प्रवाहित होता है अब सभी वास्तविक सर्किट बीच में कहीं झूठ के साथ लेकिन मुझे लगता है कि आप नोडल विश्लेषण के साथ शुद्ध समीकरणों के साथ समाप्त हो जाएंगे इसलिए एक नोडल विश्लेषण भी पसंद किया जाता है लेकिन मुख्य कारण यह है कि व्यवस्थित रूप से बहुत आसान है नोड्स की पहचान करें और समीकरणों को लिखें अब एक मामला जहां विशेष रूप से हाथ विश्लेषण के लिए यह जाल विश्लेषण अधिक उपयोगी हो सकता है कि आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि छोटी संख्या में लूप हैं लेकिन प्रत्येक लूप में श्रृंखला में कई घटक होते हैं

तो उस स्थिति में नोडल विश्लेषण की तुलना में मेष विश्लेषण या लूप विश्लेषण करना आसान होता है लेकिन सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला नोडल विश्लेषण होता है और इसका उपयोग सर्किट सिमुलेटर में भी किया जाता है तो यह वही है जो ज्यादातर समय उपयोग किया जाता है इसलिए यह सिर्फ तुलना के लिए है बेशक सर्किट के हाथ विश्लेषण के लिए मेरा सुझाव है कि आप दोनों का प्रयास करें या बहुत कम से कम जब आपको एक सर्किट दिया जाता है तो आप नोडल विश्लेषण और जाल विश्लेषण दोनों पर विचार करें और समीकरणों की संख्या पर प्रभाव देखें जिन्हें आपको लिखना है कम से कम इस तरह आपको इस बात का अच्छा अंदाजा होगा कि इनमें से किसी एक को अंजाम देने में क्या शामिल है और पर्याप्त अभ्यास प्राप्त करने के बाद आप केवल एक को चुन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं वैसे भी हस्त विश्लेषण केवल छोटे परिपथों के लिए ही किया जाता है